हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि हम किसी भी बिन्दु पर E को ऋणात्मक विभव की प्रवणता के रूप में लिख सकते हैं जहां V की हमें इस व्याख्यान में गणना करनी हैं लेकिन इससे पहले हम यह समझ लें कि इस प्रवणता संकारक का अर्थ क्या है प्रवणता को हमने partial derivatives in the direction x with respect to x plus y partial y plus z partial z के रूप में लिखा है तो इस संकारक का हम अब तीन तरह से उपयोग करते हैं हमने इसका उपयोग E के अपसरण की गणना करने के लिए किया है हमने इसका उपयोग E के कुंतल की गणना करने के लिए किया है और अब यदि आप चाहें तो हमने इसका उपयोग एक अदिश क्षेत्र की प्रवणता की गणना करने के लिए किया है आइए इस प्रवणता के अर्थ को समझें जो हमें इस बात की भी जानकारी देगा कि E और V कैसे संबंधित हैं आप देख सकते हैं कि गणना द्वारा प्रवणता को परिभाषित किया गया था मान लीजिए कि एक अदिश क्षेत्र है अब आइए मैं इसे phi r के रूप में लिखता हूं जो जरूरी नहीं है कि विभव हो लेकिन phi r या कहिए कि यह एक कमरे में तापमान वितरण हो सकता है हमने देखा है कि यदि मैं दो बिंदुओं को लेता हूं और अंतर की गणना करता हूं तो हम कहते हैं कि यह 2 है यह 1 है T at 2 minus T at 1 इसे partial derivative of T with respect to x delta x plus partial T over partial y delta y plus partial T over partial z delta z के रूप में दिया जाता है जिसे हमने gradient of T dot delta l के रूप में निरूपित किया है तो प्रवणता किसी अदिश क्षेत्र में एक बिंदु से नजदीकी बिंदु तक जाने में परिवर्तन से संबंधित है याद रखें कि एक आयाम में परिवर्तन d by d x times delta x है यह इसका तीन आयामी सादृश्य है T2 T1∂T∂xx∂T∂yy∂T∂zzTl आइए हम यह समझें कि हम इसे कैसे देख सकते हैं तो मान लीजिए कि मैं नियत तापमान पृष्ठों को लेता हूं आइए हम देखें कि हमारा इससे क्या अर्थ है मान लीजिए कि मैं एक डिब्बा लेता हूं और सभी सतहों को समान तापमान पर रखता हूं जब तक T 100 डिग्री के बराबर होता है या हम नियत विभव पृष्ठों को भी देखते हैं मान लीजिए कि मैं धात्विक ज्यामिति लेता हूं और इसे एक बैटरी से जोड़ता हूं बैटरी के दूसरे भाग को भू संपर्कित किया गया है तो सभी जगह विभव V है या EMF के बराबर है तो यह भी नियत विभव पृष्ठ है फिर V की प्रवणता या T की प्रवणता उस गुण के लंबवत होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं नियत तापमान या विभव पृष्ठ हम इसे कैसे देखते हैं इसे समझने के लिए हम इस नियत विभव पृष्ठ को बनाते हैं तब मुझे पता है कि बिंदु 1 से बिंदु 2 तक जाने से विभव में परिवर्तन grad of V dot delta l के बराबर है यदि हम नियत विभव पृष्ठ की दिशा में चलते हैं तो delta V 0 के बराबर है और grad of V dot delta l 0 के बराबर है यह और कुछ नहीं बल्कि modulus of grad of V modulus of l cosine of angle between delta l and grad of V के बराबर है और यह 0 है हमेशा 0 है यदि आप नियत विभव पृष्ठ की दिशा में आगे बढ़ते हैं इसका अर्थ है कि cosine theta 0 के बराबर है या theta 90 डिग्री के बराबर है जो हमने अभी देखा है वह यह है कि delta l और प्रवणता के बीच का कोण 90 डिग्री है इसका अर्थ है कि प्रवणता नियत विभव पृष्ठ पर लंबवत है लेकिन फिर भी हम इस दिशा के बारे में निश्चित नहीं हैं क्या यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा यह देखना भी बहुत आसान है VVl When V0 then VVl0 ∴Vlcosθ0 ie cosθ0 or θ90o अगर कोसाइन थीटा 1 के बराबर या 0 से अधिक है तो V और delta l के अदिश गुणनफल की प्रवणता 0 से अधिक होगी और मैं गतिशील हूं क्योंकि यह 0 से अधिक है इसका मतलब है कि हम निम्न से उच्च विभव की ओर बढ़ रहे हैं तो कोस थीटा 1 के बराबर या 0 से अधिक धनात्मक है तो इसका मतलब है कि कोस थीटा धनात्मक है मैं निम्न से उच्च विभव की ओर बढ़ रहा हूं तो grad V dot delta l 0 से अधिक है इसका अर्थ है कि निम्न से उच्च विभव की ओर बढ़ना इसका अर्थ है कि delta V निम्न से उच्च विभव की दिशा में है तो आइए हम देखते हैं कि ज्यामितीय रूप से इसका क्या अर्थ है मान लीजिए कि मेरे पास दो नियत विभव पृष्ठ हैं एक यह है दूसरा यह है यह V 2 है यह V 1 है और हम कहते हैं कि V 2 V 1 से अधिक है फिर प्रत्येक बिंदु पर प्रवणता इस पर लंबवत होगी और हर जगह उच्च विभव की ओर इंगित करेगी अब याद रखें कि विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक V की प्रवणता है और इसका अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र उच्च से निम्न विभव की ओर होगा विद्युत क्षेत्र बिल्कुल दूसरी ओर इंगित करेगा इसलिए विद्युत क्षेत्र उच्च से निम्न विभव की ओर इंगित करता है तो आप प्रवणता और नियत विभव पृष्ठों के बीच के संबंध को समझ गए प्रवणता नियत विभव पृष्ठों से संबंधित है वास्तव में यह इस पर लंबवत है और विद्युत क्षेत्र निम्न से उच्च विभव की दिशा में इंगित करता है और विद्युत क्षेत्र उच्च से निम्न विभव की ओर इंगित करता है क्योंकि ऋणात्मक प्रवणता है इसके आगे आपने अभी देखा कि हम विभव को क्यों परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि E का कुंतल 0 है और इसका अर्थ यह है कि मैं विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक V की प्रवणता के रूप में लिख सकता हूं यह भी यदि मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ देता हूं तो इसका अर्थ है कि किसी भी राशि की प्रवणता का कुंतल 0 होगा यह एक गणितीय गुण है यह देखना बहुत आसान है E0 implies E V V0 तो हमने अभी भौतिक सिद्धांतों से इसका तर्क दिया है लेकिन आइए हम देखते हैं कि प्रवणता का कुंतल x partial x plus y partial y plus z partial z cross product with x d v d x plus y d v d y plus z d v d z होगा आइए हम z अवयव को देखते हैं x cross x मुझे 0 देता है x cross y मुझे z देता है वह d 2 v by d x d y होगा मैं केवल z घटक को देख रहा हूं तो x cross z मुझे y देता है मुझे इस बात की चिंता नहीं है y cross x मुझे z देता है लेकिन ऋण के चिन्ह के साथ इसलिए यह minus d 2 v by d x d y बन जाएगा जो कि जो 0 है x∂xy∂yz∂z×x∂V∂xy∂V∂yz∂V∂z z componentz2V∂x∂y 2V∂x∂y0 तो यह कुंतल 0 होता है V minus grad of V के बराबर होने के कारण और कुंतल की प्रवणता का 0 होने के कारण ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं अगला जो हम करना चाहते हैं वह है कि एक समीकरण द्वारा प्राप्त आवेश वितरण के विभव के लिए व्यंजक को लिखें या उसकी गणना करें बिलकुल विभव के लिए विद्युत क्षेत्र समीकरणनों की तरह हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपने अब तक देखा होगा कि E एक सदिश राशि है इसलिए जब भी मैं E की गणना करना चाहता हूँ मुझे तीन राशियों की गणना करनी होगी दूसरी ओर अगर मैं अब विभव की गणना करता हूं जो कि एक अदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की गणना करना काफी आसान हो जाता है क्योंकि मैं केवल अदिश राशि की प्रवणता ले सकता हूं और उस पर विद्युत क्षेत्र को प्राप्त कर सकता हूं ये दो चीजें हम अगले व्याख्यान में करेंगे